इसलिए इस पाठ्यक्रम में हमने अब तक कुछ तकनीकों को देखा है जहां हम संश्लेषण में टाइम ड्रिवेन कंस्ट्रेंट्स का उपयोग कर सकते हैं भौतिक डिजाइन प्रक्रिया के लिए डिजाइन प्रवाह में इसलिए इस व्याख्यान में हम कुछ और तकनीकों को देख रहे हैं जिनका उपयोग भी किया जा सकता है जिनके बारे में मैंने पहले चर्चा नहीं की है इसलिए हम समय अनुकूलन के लिए कुछ विविध दृष्टिकोणों का उल्लेख करते हैं आइए हम कुछ तकनीकों को देखें जैसे कुछ बहुत ही उपयोगी तकनीकों का अभ्यास किया जाता है वे एक रिटाइमिंग और उपयोगी क्लॉक सक्यू के रूप में संदर्भित करते हैं अब रिटाइमिंग और उपयोगी क्लॉक सक्यू जो वे संदर्भित करते हैं वह यह है कि आप सर्किट नेटलिस्ट में कुछ प्रकार के संशोधन करते हैं ताकि समय की आवश्यकता को पूरा किया जा सके जो हमने पहले देखे उनसे अलग है जैसे हम कहते हैं कि हमें एक सर्किट नेटलिस्ट दिया गया है और हमारे पास कुछ टाइमिंग पैरामीटर या अकॉस्टिक्स को पूरा किया जाना है कुछ उल्लंघन हैं इसलिए पहले जो हमने देखा है हम या तो एक गेट का आकार बढ़ा सकते हैं हम बफ़र्स डालकर संभवतः एक पंक्ति की डिले को कम कर सकते हैं फिर हम फैनिन और फैनआउट के पुनर्गठन जैसी कई तकनीकों का भी उपयोग कर सकते हैं एक सर्किट के रास्ते तो बूलियन बीजगणित के नियमों का उपयोग करके गेट्स को डुप्लिकेट करना या क्लोनिंग करना गेट लेवल नेटलिस्ट और इतने पर और आगे के लिए कुछ सरलीकरण या संशोधन करना लेकिन कुछ अन्य तकनीकें भी हैं जो सर्किट के संरचनात्मक लेवल पर काम करती हैं और उसमें कुछ प्रसारण करती हैं ताकि कुछ डिले से संबंधित कंस्ट्रेंट्स जो अन्यथा संतुष्ट नहीं हो रही हैं वे संतुष्ट हो सकते हैं तो चलिए देखते हैं हम रेटिमिंग की अवधारणा को देखते हैं इसलिए हमारे पास एक बहुत ही सरल उदाहरण है आइए हम इस उदाहरण के साथ खुद को चित्रित करने का प्रयास करें आप देखते हैं कि 3 फ्लिप फ्लॉप हैं इन सभी 3 फ्लिप पॉप पर क्लॉक सिग्नल आ रहा है और बीच में कुछ गेट लेवल कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं तो यहाँ मुझे इस सर्किट को फिर से तैयार करना है तो यहाँ मैं समझा रहा हूँ ये 3 फ्लिप फ्लॉप हैं तो यहाँ आप क्या कह रहे हैं कि इनपुट यहाँ आ रहा है आउटपुट 3 इनपुट गेट पर आ रहा है हम कहते हैं जैसे मैं उसी उदाहरण का उपयोग कर रहा हूँ यह आ रहा है उस इनपुट को चालू करें कि किस प्रकार का गेट महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए मैं यह नहीं दिखा रहा हूं कि यह यहां फिर से इनपुट पर आ रहा है बता दें कि एक और गेट है जो दूसरे गेट पर आ रहा है जो यहां आ रहा है आइए हम बताते हैं कि स्लाइड्स में बताए गए इन गेटों की डिले के बारे में बता दें कि यह 6 है यह 4 है यह 2 है यह 4 है और यह 4 है और क्लॉक सिगनल सभी 3 फ्लिप फ्लॉप को फीड किया जा रहा है अब सवाल यह है कि जब हम क्लॉक सिगनल के बारे में बात करते हैं तो टाइम पीरियड क्या होनी चाहिए जब यहाँ कुछ बातें हम यहाँ अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान केंद्रित करने का तरीका थोड़ा अलग है हम सेटअप टाइम होल्ड टाइम की अनदेखी कर रहे हैं हम क्लॉक स्कू नजरअंदाज भी कर रहे हैं क्योंकि पहले हमने देखा है कि ये क्या हैं और हम इसे कैसे संभाल सकते हैं इन चीजों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न कंस्ट्रेंट्स क्या हैं इसलिए यहां हम मान रहे हैं मेरा मतलब एक आदर्शवादी परिदृश्य है कि क्लॉक की एजेस तेज होती है सब कुछ क्लॉक के बदलाव पर होता है हम कहते हैं कि वे क्लॉक के अग्रणी एजेस पर जगह लेंगे तो हमने देखा है कि इस रजिस्टर ट्रांसफर लेवल नेटलिस्ट के संबंध में इन असतत डिले के साथ दिखाया गया है कि क्लॉक की टाइम पीरियड क्या होनी चाहिए अब एक बात हम तुरंत देख सकते हैं कि इस सर्किट में 2 कॉम्बिनेशनल सेक्शन हैं पहले पाथ में 12 की डिले है दूसरे पाथ में 8 की डिले है सही संचालन के लिए इसलिए इस टाइम पीरियड कम से कम 12 के बराबर होना चाहिए फिर से मैं सेटअप होल्ड और क्लॉक स्कू की अनदेखी कह रहा हूं तो इन सभी चीजों का वास्तविक समय 12 से अधिक होगा इसलिए इसे अनदेखा करते हुए टाइम पीरियड कम से कम 12 होनी चाहिए क्योंकि अगर यह 12 से कम है तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का यह पहला सेट अगले चरण के ठीक होने से पहले अपना ऑपरेशन पूरा नहीं करेगा अब मुद्दा यह है कि जब आप इस लेवल पर स्ट्रक्टरिंग देखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं जैसे आप एक अवलोकन कर सकते हैं कि अच्छी तरह से मैं देख रहा हूं कि अच्छी तरह से कॉम्बिनेशनल लॉजिक को यहां समान रूप से वितरित नहीं किया गया है यहां 12 की डिले है 8 की डिलेहै इसलिए क्या हम कार्यक्षमता को बदलने या संशोधित किए बिना इस फ्लिप फ्लॉप के पार कुछ गेट्स को इस तरफ स्थानांतरित कर सकते हैं तो उदाहरण के लिए यह एक संभावना है इसी उदाहरण में हम यह करते हैं आइए हम इसे बदलने का प्रयास करें मान लीजिए कि वही 3 फ्लिप फ्लॉप हैं लेकिन हम जो बदलाव कर रहे हैं वह यह है कि यहां इन 3 गेटों के बजाय हम यहां केवल 2 गेट रख रहे हैं और यह गेट जो वहां था हम इसे यहां से बाहर स्थानांतरित कर रहे हैं कुछ इस तरह तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या फायदा मिल रहा है जैसा कि आप इस उदाहरण के लिए कम से कम देख सकते हैं यहां डिले 6 प्लस 4 10 है यहां 4 प्लस 4 8 है और यह गेट डिले 2 है इसलिए अब डिले समान रूप से संतुलित हो रही है यहां भी यह 10 है यहां भी यह 10 है अब हमारे पास एक है हमें एक परिदृश्य मिलता है क्लॉक पीरियड T जो पहले 12 थी क्योंकि अधिकतम डिले 12 थी हम इसे 10 नीचे लाने में सक्षम हैं ठीक है ऐसा करने से मेरा मतलब कुछ हार्डवेयर जोड़ना है बस एक गेट जिसे हम सर्किट के इस हिस्से से सर्किट के इस हिस्से में स्थानांतरित करते हैं अब एक विशिष्ट डेटा पथ में जब हम सर्किट के डिजिटल हिस्से का सामना करते हैं तो इस तरह के सर्किट जहां कई फ्लिप फ्लॉप या स्टोरेज सेल होते हैं बीच में कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं तो सर्किट की कार्यक्षमता को संशोधित या परिवर्तित किए बिना फ्लिप फ्लॉप के पार कुछ गेट्स या सर्किट को स्थानांतरित करना संभव है ठीक है निश्चित रूप से अगर इस फ्लिप फ्लॉप का उत्पादन कहीं और फैनन आउट हो रहा है इसलिए उन फैनआउट कनेक्शनों को आपके अनुसार संशोधित करना होगा इसलिए रिटिमिंग एक सरल तकनीक है जैसा कि हमने इस उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है कि क्लॉक साइकिल टाइम जो पहले 12 था हम इसे 10 तक ठीक करने में सक्षम हैं तो यह वास्तव में इस स्लाइड में दिखाया गया है इसलिए हमने जो काम किया है तो पहले यह 12 का था अब इस गेट को यहाँ से हटाकर अब नए क्लॉक साइकिल टाइम 10 हो गया है अब एक और महत्वपूर्ण उपयोगी बात क्लॉक स्कू है तो हम इस आरेख को फिर से देखें तो मुझे इस आरेख की व्याख्या करें मैं फिर से स्लाइड पर वापस जाऊंगा आप यहां देखें कि यह एक सर्किट है जहां कॉम्बिनेशन सर्किट संतुलित नहीं था तो आप जो कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि एक कॉम्बिनेशनल पार्ट है जिसकी डिले 12 थी यह 8 थी और यह मानते हुए कि कोई क्लॉक स्कू नहीं है क्लॉक साइकिल का समय 12 होने का अनुमान लगाया गया था अधिकतम टुकड़ा खैर अब आप क्या कह रहे हैं कि क्या हम जानबूझकर सर्किट में कुछ डिले कर सकते हैं कैसे उदाहरण के लिए कहें हम जानबूझकर यहां डिले का परिचय देते हैं तो देखें कि डिले शुरू करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जैसे हम बस एक बफ़र का परिचय दे सकते हैं ठीक वैसे ही हम इनवर्टर की एक जोड़ी का परिचय देते हैं हम एक लंबे ज़िगज़ैग तार का परिचय देते हैं जो एक इंटरकनेक्शन डिले होगी बहुत सारे तरीके हैं एक डिले का परिचय देने के कई तरीके तो आप जो कह रहे हैं वह यह है कि एक फ्लिप फ्लॉप में जहां क्लॉक आ रही है हम जानबूझकर स्कू परिचय दे रहे हैं डिले का परिचय दे रहे हैं मैं जो कह रहा हूं मान लीजिए कि हम जानबूझकर यहां डिले का परिचय दे रहे हैं आइए हम प्लस 2 की डिले कहते हैं तो अब क्या होगा हमें देखने दें आइए हम कुछ नाम रखते हैं क्योंकि ये 2 फ्लिप फ्लॉप सवाल में हैं आइए हम कहते हैं कि यह क्लॉक 1 क्लॉक है इसे हम क्लॉक 2 कहते हैं तो अब आइए देखें कि क्या होता है मुझे यहाँ फिर से वर्कआउट करने दो तो क्लॉक 1 क्लॉक 1 ऐसी थी यह आने वाली थी क्लॉक 2 क्या यहाँ क्लॉक 1 है इसमें 2 की डिले है तो क्लॉक 2 क्या होगी क्लॉक 2 इस तरह से पहले समय इकाइयों के माध्यम से आने वाले एजेस होगा यह 2 बहुत है तो यह और यह आ रहा है इसलिए यह 2 है अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे सर्किट प्रदर्शन और संचालन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह मेरा सर्किट था पहले हम कहते हैं हम समय t 0 के बराबर से शुरू करते हैं जहां हम यह मान रहे हैं कि इस फ्लिप फ्लॉप आउटपुट ने कुछ डेटा उत्पन्न किया है जिसे यहां संग्रहीत किया जाना है तो क्लॉक 1 जो मैं कह रहा हूं वह क्लॉक 1 हम जानबूझकर 2 की डिले पैदा कर रहे हैं तो यह मेरा है हम कहते हैं कि समय t 0 के बराबर यह मेरा समय t 0 के बराबर है जहां हमने Q पर यह डेटा उत्पन्न किया है अब इस बिंदु पर क्या होता है आइए देखते हैं यह डेटा जो वहां है यह होगा यह बाद के समय के इनपुट पर उपलब्ध है अब समय 12 के बाद क्या होगा और हम कहते हैं यह मान लेते हैं कि हमारी क्लॉक पीरियड 10 है अब 12 है इसलिए हमारी क्लॉक पीरियड 10 है यही हम हासिल करना चाहते हैं पहले हमने इसे एक गेट के चारों ओर घुमाकर किया था लेकिन यहाँ 10 है तो यह मेरा समय 0 के बराबर है जहाँ यह Q बदल रहा है तो एक समय 12 के बाद D का यह इनपुट तैयार होना चाहिए तो क्या है कि 12 यह 2 है यह स्कू है जो मैंने उत्पन्न किया है यह क्लॉक 1 उस प्लस 10 के बाद आ रही है इसलिए यहां यह बिंदु 12 के बराबर t को संदर्भित करता है इसलिए इस t के बराबर 12 है यह डेटा तैयार होना चाहिए इसलिए जब यह क्लॉक एज क्लॉक 1 आता है तो यह डेटा पहले से ही तैयार है तो कोई समस्या नहीं है अब दूसरे को देखें तो जब भी यह क्लॉक 1 एज आती है तो हम यह कहें कि पिछला में जब भी क्लॉक 1 एज आए तो यह फ्लिप फ्लॉप आपके डेटा को स्टोर करेगा तो हम एक अलग रंग का उपयोग करते हैं इसलिए डेटा यहां संग्रहीत किया जाएगा आइए हम यहां कहते हैं अब इस सर्किट को गणना करने के लिए 8 समय इकाइयों की आवश्यकता होती है तो 8 इकाइयों के बाद इस बिंदु से इस बिंदु पर यह 8 है तो आप देखते हैं कि जब तक क्लॉक 2 की एजेस आती है इस समय 8 है इसलिए जब क्लॉक 2 आती है तो यह डेटा पहले से ही यहां आ जाता है इसलिए आप इसे सही तरीके से यहां ला रहे हैं तो आप देखते हैं कि यह सर्किट पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करता है बस इस क्लॉक 1 में 2 इकाइयों की डिले को जोड़कर हम इन गेट्स को बिना दाईं ओर घुमाए इसे संतुलित करने में सक्षम हैं यह एक ऐसी चीज है जिसे उपयोगी स्कू कहा जाता है तो हम जानबूझकर एक सर्किट में स्कू शुरू कर रहे हैं जैसे कि सर्किट तेजी से काम कर सकता है जैसे कि इस उदाहरण में जैसा कि हमने सचित्र किया है सर्किट 12 की बजाय तेजी से क्लॉक के साथ काम कर सकता है हम 10 की क्लॉक पीरियड के साथ काम करने में सक्षम थे तो हम वापस आते हैं तो क्लॉक स्कू बस संक्षेप में यहां आप कह रहे हैं कि हम इस मामले में एक क्लॉक सिग्नल को स्कू जोड़ रहे हैं दूसरा एक बीच का इसलिए कई तरीके हैं जैसा कि मैंने कहा था कि आप सिग्नल में डिले करने के लिए कुछ बफ़र्स पेश कर सकते हैं तुम कुछ डमी कैपेसिटिव लोड के बजाय कुछ फैनआउट जोड़ने के लिए कुछ भी शुरू कर सकते हैं इसका मतलब है यहाँ कुछ भार है कि आप सिग्नल को धीमा कर देते हैं या स्नैकिंग यहां एक ज़िगज़ैग कनेक्शन बनाते हैं तो इस तरह से इंटरकनेक्शन डिले अधिक लंबा हो जाता है इसलिए ऐसा करते हुए जैसा कि मैंने उस समय आरेख के माध्यम से दिखाया है साइकिल टाइम यहां 10 हो जाता है अब एक और उप समस्या पर नजर डालते हैं जिससे बड़ी कैपेसिटेंसस होती है तो यहाँ हम कहते हैं कि हम एक इनवर्टर का उपयोग बफर के रूप में कर रहे हैं तो हम इस CMOS लेवल के आरेख को देखें यहाँ हमारे पास CMOS इन्वर्टर है यहाँ हमारे पास एक और CMOS इन्वर्टर है हम कहते हैं कि यह इन्वर्टर इस इन्वर्टर को चला रहा है और इसका मतलब है कि आउटपुट लोड कैपेसिटेंस यह CL कहलाता है और आप याद करते हैं कि पहले हमने कहा था कि यह N टाइप और P टाइप ट्रांजिस्टर आकार में लगभग बराबर हैं लेकिन मैंने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनों और होल्स की मोबिलिटी'स में अंतर के कारण P टाइप ट्रांजिस्टर थोड़ा बड़ा है तो हम कहते हैं कि आकार 1 और कैपिटल A हैं जहां A शायद 1 से कुछ अधिक है 1 या 12 है और यह Cin इस सबसे छोटे इन्वर्टर के बेस कैपेसिटेंस मान को दर्शाता है इस सबसे छोटे इन्वर्टर में 1 और A के साइज के पुल अप और पुल डाउन हो सकते हैं इस सबसे छोटे वाले के लिए गेट कैपेसिटेंस का योग इसे Cin के रूप में कहते हैं तो इस तरह का एक इन्वर्टर चला रहा है इसका मतलब है कि एक और इन्वर्टर जो बड़ा है यह गेट बड़ा है जैसे आप कैपिटल U और यू टाइम्स A देखते हैं इसलिए हमने इन दोनों इनवर्टरों को यू टाइम्स बड़ा बना दिया है तो कि यह इन्वर्टर करंट को ड्राइव कर सकता है जो कि U गुना अधिक है क्योंकि प्रतिरोध U गुना कम हैं वे व्यापक हैं वे यू गुना व्यापक हैं यही कारण है कि उनके प्रतिरोध मूल्य R को U द्वारा विभाजित करके ज्ञात किया जाता है इसलिए RC कुल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग समय होगा अगर मैंने R रजिस्टेंस बनाया है तो R बाय U चार्र्जिंग डिस्चार्जिंग U टाइम्स तेजी से हो जाएगा तो चलिए मान लेते हैं कि कुल आउटपुट लोड कैपेसिटेंस इस न्यूनतम आधार कैपेसिटेंस Cin का X गुना है तो X एक कारक है तो इस संबंध में हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि इनवर्टर की इस जोड़ी के कुल प्रोपगेशन में डिले क्या होगी इसलिए मैं सिर्फ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं आप सिर्फ यह देखें कि क्या यह समझ में आता है तो कुल डिले हम इसे कैपिटल D कहते हैं मैं UtpXU tp के रूप में लिख रहा हूं जहां tp डिले है tp को बेसिक इन्वर्टर डिले के रूप में जाना जाता है इसका मतलब है एक छोटे से इन्वर्टर की डिले जब यह एक समान लोड चला गया है तो बेसिक इन्वर्टर डिले इसका मतलब है कि बेसिक इन्वर्टर डिले का मतलब है एक इन्वर्टर जिसका इनपुट कैपेसिटेंस है जैसा कि मैंने कहा था कि हम सबसे छोटे को Cin मानते हैं इसलिए हम मान रहे हैं कि आउटपुट कैपइसटेंस भी Cin है तो यह एक और गेट चला रहा है जो उसी छोटे आकार का भी है जिसे आप tp कह रहे हैं अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह एक्सप्रेशन tp द्वारा U को कितनी गुणा किया जा रहा है आप स्लाइड को एक बार फिर से देखें आप देखें कि पहला इन्वर्टर एक कैपेसिटेंस चला जा रहा है यह कैपेसिटेंस यह U गुना बड़ा है तो यह डिले सिर्फ tp नहीं होगी बल्कि Utp होगी क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग U गुना ज्यादा लेगी क्योंकि कैपेसिटेंस वेल्यू UCin होगा यह UCin है यही कारण है कि यह बुनियादी पलटनेवाला डिले से यू गुणा हो जाएगा और दूसरे के बारे में क्या होगा दूसरा जो आप देख रहे हैं दूसरा यह है कि यह जेटस्टर यू गुना बड़ा है और यह एक्स सिने का भार उठा रहा है तो कैसे होगा मेरा मतलब है अर्थात् यह क्यों बेसिक इनवर्टर डिले से U गुणा किया जाएगा और दूसरे के बारे में क्या कि दूसरा यह है कि यह ट्रांजिस्टर U गुणा बड़ा है और यह X Cin का भार उठा रहा है तो कितना होगा मेरा मतलब है कि कितने गुना बेसिक इनवर्टर डिले की इसको आवश्यकता होगी यह XU होगा क्योंकि U जितना बड़ा होगा समय उतना ही अधिक होगा या X जितना अधिक समय उतना अधिक होगा इस तरह आप अनुमान लगा सकते हैं तो इस CL को चलाने वाले इनवर्टर के लिए डिले XU tp होगा और हम मिनिमम D को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कैपिटल U की किस वैल्यू के लिए D मिनिमम होगा तो हम क्या करते हैं हम U के संबंध में D को डिफरेंटशिएट करते हैं तो यह कैसे होगा tp XU2 tp न्यूनतम मान को खोजने के लिए हम इसे 0 के बराबर करते हैं तो इससे हम अगर आप इसको कल करते हैं तो आप U2 X प्राप्त करते हैं अच्छी तरह से या U X यह X का ऑप्टिमम वैल्यू है ठीक है यदि आप एक डबल डिफ्रेंटिएशन d2DDU2 करते हैं तो इस मान के साथ कि आप यह करेंगे कि यह होगा d2DDU2 सकारात्मक अर्थ होगा जिससे यह न्यूनतम मूल्य होगा अधिकतम नहीं होगा तो डिले को कम करने के लिए U के मूल्य को X के रूप में चुना जाना चाहिए यह एक बहुत ही दिलचस्प समीकरण है यह कहता है कि अगर हमारे पास इस तरह का एक परिदृश्य है जहां आप एक कैपेसिटिव लोड चला रहे हैं जो कि XCin है और आपके पास एक ट्रांजिस्टर ए बिट ट्रांजिस्टर है जैसे कि U का मान क्या होना चाहिए यह X होना चाहिए फिर कुल डिले को कम किया जाएगा इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम CL ड्राइव करने के लिए इनवर्टर की एक जोड़ी का उपयोग कर रहे हैं जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं एक छोटा इन्वर्टर एक बड़ा इन्वर्टर तो बड़े इन्वर्टर का आकार √X होना चाहिए अब हम एक और सामान्य मामले को देखते हैं जहाँ आप 2 इनवर्टर का उपयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन बफ़र्स का एक कास्केड है आप यह देखते हैं कि आमतौर पर व्यवहार में क्या किया जाता है एक बड़े कैपेसिटिव लोड को चलाने के लिए हम बफ़र्स के कास्केड का उपयोग करते हैं तो उनमें से प्रत्येक U गुना बड़ा होगा जैसे कि यदि पहला इन्वर्टर 1 के आकार के साथ सबसे छोटा है तो इसका आकार U होगा आकार U2 अंतिम एक UN 1 होगा तो अगर CL टोटल कैपेसिटेंस है तो और Cin इनपुट कैपेसिटेंस है तो CL को UNCin के रूप में निर्धारित किया जाता है यह है कि आप U को कैसे परिभाषित करते हैं इस मामले के लिए हमें फिर से इसी तरह यह पता लगाने की कोशिश करें कि U का सबसे अच्छा मूल्य क्या होना चाहिए इसलिए इस समग्र डिले को कम से कम किया जाए अब जो हमने पहले ही देखा है वह यह है कि यहाँ से हमने मान लिया है कि CL UN 1Cin होगा तो वहां से आप लिख सकते हैं कि N क्या होगा N logCLCinlog U होगा यह N है और यह 1 है और डिले कुल इस मामले में फिर से कुल डिले क्या होगी आप यहाँ देखते हैं कि आप इस चित्र को फिर से देखते हैं यहाँ प्रत्येक इन्वर्टर एक और इन्वर्टर चला रहा है जो U टाइम लार्जर 1 इनटू U इनटू U स्क्वायर है इसलिए प्रत्येक इन्वर्टर एक और इन्वर्टर चला रहा है जो U गुना बड़ा है जिसका अर्थ है कि अफेक्टिव डिले tp 0 tp होगी आप tpU कह सकते हैं यह U होगा यह tpU होगा यह फिर से tpU होगा क्योंकि यहां प्रतिरोध U से कम है कि कैपेसिटेंस U2 गुना अधिक है तो U की U2 से गुणा करके यह बन जाएगा एक U रद्द हो जाएगा यह U गुना होगा तो कुल डिले होगी NtpU तो यदि आप यहाँ N के इस मान को प्रतिस्थापित करते हैं तो यह बनता है कि आप इस logCLCin को देखें और tp ये स्थिरांक हैं इसलिए मैं उन्हें केवल एक K के रूप में लिख रहा हूं यह UlogU इस तरह का समीकरण बन जाएगा तो फिर से आप D को कम करने की कोशिश कर रहे हैं आप फिर से U के संबंध में D को डिफ्रेंसिट करते हैं इसलिए यह K एक स्थिरांक है तो यह logU dU 1 माइनस U डेरिवेटिव ऑफ व् logU 1U डिवाइड बाय log U2 logU dU 1 minus U derivative of logU 1U divide by log U2 विभाजित किया जाएगा यदि आप हल करते हैं तो आपको यह 1 मिलेगा logU 1 के बराबर मिल रहा होगा अब जब से आपने डेरिवेटिव logU लिया है 1U इसका मतलब है आपने आधार को E मान लिया है तो आप कह सकते हैं कि U लगभग 27 के नैपेरियन बेस के बराबर है तो U की ऑप्टिमम वैल्यू e होना चाहिए तो यहाँ आपको यह समीकरण मिलता है अब एक और दिलचस्प बात यह है कि यह मैंने पहले उल्लेख किया है कि आप रिपीटर्स के साथ RC डिले को कम कर सकते हैं अब मैंने उल्लेख किया है कि एक लाइन के साथ कुल डिले इस चतुर्भुज की लंबाई का मतलब है यह दूरी के वर्ग के लिए आनुपातिक है इसलिए यदि आपकी लंबाई 2 की रेखा है तो डिले 2 वर्ग 4 होगा लेकिन यदि आप तार को तोड़ने के बीच में 2 भागों में उपयोग करते हैं तो यह 1 वर्ग प्लस 1 वर्ग होगा तो 4 के बजाय अब डिले 2 हो जाती है इसलिए बीच में रिपीटर्स को शुरू करने से कुल डिले को कम किया जा सकता है तो रिपीटर्स इस तरह हैं रिपीटर्स कुछ भी नहीं हैं लेकिन कुछ मजबूत ड्राइवर हैं जो इनवर्टर या इनवर्टर की एक जोड़ी हो सकते हैं जिसका उपयोग तारों के छोटे सेगमेंट को चलाने के लिए किया जा सकता है यहाँ की तरह मैंने कहा है कि आप एक लंबे तार को विभाजित करते हैं इसी तरह यहां कई रिपीटर्स हैं जिन्हें मैंने डाला इनमें से प्रत्येक तार में है इसलिए यदि कुल प्रतिरोध कैपिटल R था तो मैंने उन्हें M में विभाजित किया है R बाय M R बाय M R बाय M R में विभाजित किया है इसी प्रकार कैपेसिटेंस भी M Cबाय M C से कम हो रहा है कुल डिले कम होगी तो अब सवाल उठता है कि क्या रिपीटर्स या कैस्केड बफ़र्स का उपयोग किया जाए क्योंकि दोनों विकल्प हैं सामान्य रूप से RC डिले हावी होने पर लंबी लाइनें चलाने के लिए रिपीटर का उपयोग किया जाता है इसलिए यदि आप लाइन को छोटे खंडों में तोड़ते हैं तो डिले कम हो जाती है और आमतौर पर रिपीटर्स आकार में समान होते हैं लेकिन इसके विपरीत कैस्केड बफ़र्स का उपयोग तब किया जाता है जब भी लोड कैपेसिटेंस बहुत अधिक होता है और पैरासिटिक रेसिस्टेन्सेस आमतौर पर बहुत कम होता है लेकिन यहां लंबी RC लाइनों के लिए पैरासिटिक रेसिस्टेन्सेस को महत्व दिया गया है जिसमें आप रिपीटर्स का उपयोग करते हैं लेकिन इस तरह के मामलों के लिए आप लोड की शुरुआत में सभी बफ़र्स डाल सकते हैं और आप इसे सीधे ड्राइव कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास एक लंबी लाइन का संयोजन है तो अंत में एक लार्ज लोड कैपेसिटिव लोड है तब आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है यदि हमारे पास अंत में एक लंबी लाइन है तो एक बड़ा कैपेसिटिव लोड है वे इसे ड्राइव करने के लिए मांगने पर एक कैस्केड बफर कर सकते हैं और फिर इसे ड्राइव करने के लिए अंत में एक कैस्केड बफर तो ये कैस्केडेड बफ़र्स आपको बड़े कैपेसिटिव भार से निपटने में मदद करेंगे और यह मध्यवर्ती रिपीटर् आपको इस लंबी इंटरकनेक्शन लाइन की कुल RC डिले को कम करने में मदद करता है क्योंकि यह एक लंबा इंटरकनेक्ट हो सकता है तो वास्तव में यह तकनीक है आप उस के किसी भी संयोजन का उपयोग कर सकते हैं आपके पास यह 2 तकनीकें हो सकती हैं एक रिपीटर का उपयोग करके दूसरी कैस्केड बफ़र्स का उपयोग करके कैस्केड बफ़र्स का उपयोग उच्च कैपेसिटिव लोड ड्राइविंग के लिए किया जाना है लंबी लाइनों को चलाने के लिए रिपीटर्स का उपयोग किया जाना है इसलिए यदि आपके पास अंत में उच्च कैपेसिटिव लोड के साथ एक लंबी रेखा है तो आपको 2 के संयोजन का उपयोग करना होगा इसलिए इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं धन्यवाद